सभी को हेलो मेरे NPTEL कोर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है जिसका Topic है Appreciating Linguistics A typological approach अप्रिशिएटिंग लिंग्विस्टिक्स अ टाईपोलॉजिकल अप्रोच हम morphology मोरफ़ोलॉजी आकृति विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और जानते हैं कि दुनिया की किसी भी भाषा के वाक्य में प्रयुक्त होने वाला word वर्ड शब्द सबसे rudimentary units रुडिमेंट्री यूनिट अल्पविकसित इकाइयों में से एक है Morphology मोरफ़ोलॉजी कैसे कार्य करती है यह समझने के लिए हम थोड़ा ज्यादा वक्त देंगे ताकि अगले सेशन Morphological Typology मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी पढ़ते वक्त हम समझ सके कि कैसे विभिन्न उपलब्ध Morphenes शब्द का भाग के आधार पर अलग अलग प्रकार निर्धारित किए जाते हैं पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि Neologism नियॉलजिस्म किन अलग अलग तरीकों से काम करता है Neologism 2 तरीकों से कार्य करता है पहले तरीके में आप नए शब्दों को create क्रिएट करते हैं और किसी भाषा के शब्दकोश में उन्हें जोड़ने का योगदान देते हैं अन्यथा किसी speech community स्पीच कम्युनिटी भाषा समुदाय के कारण आप शब्दों के अर्थों को भी बदल देते हैं यह Neologism नियॉलजिस्म का दूसरा तरीका है जिसमें शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं तो दो तरीके हैं नए शब्द शब्दकोश में जोड़े जाते हैं तथा पुराने शब्दों के अर्थों में बदलाव किया जाता है हमने यह भी discuss डिस्कस किया था की वे विभिन्न प्रक्रियाएं क्या है जिनके द्वारा हम नए शब्द Add कर सकते हैं हमने इस बारे में भी बात की थी कि कैसे Speech Community स्पीच कम्युनिटी भाषा समुदाय के वक्ताओं द्वारा किसी भाषा में नए शब्द Coin कॉइन गढ़ना किए जाते हैं किस तरह यह वक्ता Acronymization एक्रोनीमाईजेशन द्वारा और Alphabetic Abbreviation process अल्फाबेटिक एबरेविएशन प्रोसेस द्वारा Clipping क्लिपिंग द्वारा Blending ब्लेंडिंग generifying words जैनरीफाइंग वर्ड्स Proper Noun प्रॉपर नाउन के शब्दों को Common Noun कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग द्वारा Direct Borrowing डायरेक्ट बौरोइंग और Indirect orrowing इनडायरेक्ट बौरोइंग द्वारा शब्दों के अर्थ को चेंज कर देते हैं यह सूची काफी बड़ी है अगर आप Literature लिटरेचर साहित्य को और explore एक्सप्लोर अन्वेषण करते हैं तो आपको अधिक जानकारी मिल सकती है हालांकि यह आमतौर पर पाए जाने वाले तरीके हैं जिनके द्वारा आप नए शब्द बना सकते हैं जो Neologism नियॉलजिस्म के अंतर्गत ही आते हैं फिर दूसरी बात यह है कि जब आप किसी शब्द के अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं तब Neologism नियॉलजिस्म किस तरह कार्य करता है जब शब्दों के अर्थ बदले जाते हैं तो यह भी विभिन्न Domain डोमेन अथवा विभिन्न Layers लेयर्स पर होता है अब बताइए कि यह विभिन्न डोमेन क्या है ऐसा ही एक डोमेन है Grammatical Category ग्रामेटिकल कैटेगरी जिसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था To ponytail her hair टू पोनीटेल हर हेयर जैसा कि इस वाक्य में है पोनीटेल शब्द को अधिकतर Noun संज्ञा के रूप में ही प्रयोग किया जाता है हम वास्तव में इसका उपयोग Infinitival Phrase इंफिनिटीवल फ्रेस विभक्ति वाक्यांश या Verbal Phrase वरबल फ्रेस मौखिक वाक्यांश के रूप में नहीं करते हैं जैसा कि हमने देखा Ponytail शब्द का मूल रूप Noun form मैं ही होता है लेकिन जब हम इसका उपयोग extend एक्सटेंड करके इसे Infinitival या Verb के रूप में करते हैं तो इसकी Grammatical Category ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है तो अगर मैं वाक्य प्रयोग करती हूं I ponytailed my daughter's hair आई पोनीटेल माय डॉटर्स हेयर का अर्थ होगा कि आप इस शब्द को Verb क्रिया के रूप में use कर रहे हैं जो कि इंग्लिश शब्दकोश का प्रचलित हिस्सा नहीं है मगर यह भी Neologism नियॉलजिस्म का हिस्सा है क्योंकि ponytail पोनीटेल शब्द ने एक Unit के रूप में इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को आज के दौर में बदल दिया है हमने एक और विषय पर चर्चा की थी कि कैसे किसी Vocabulary वोकैबलरी का Domain डोमेन extend एक्सटेंड विस्तारित हो जाता है कभी metaphorical extension मेटाफोरिकल एक्सटेंशन रूपक विस्तार के रूप में तो कभी literal extension लिटरल एक्सटेंशन शाब्दिक विस्तार के रूप में भी चलिए दो शब्द Ship और Captain की तुलना करते हैं एक समय था जब English में केवल Ship के संदर्भ में ही Captain शब्द का प्रयोग किया जाता था तो Captainship कैप्टनशिप कप्तानी नाम का पेशा केवल जहाज के लिए ही आरक्षित था लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कप्तान शब्द का प्रयोग कई डोमेन में किया जा सकता है आप टीम का कप्तान भी कह सकते हैं मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट प्रशिक्षण चल रहा है और एक कॉर्पोरेट टीम है तो आप कह सकते हैं कि टीम का कप्तान है एक प्रयोग Metaphorical Sense मेटाफोरिकल सेंस रूपक का देखते हैं My father is the Captain of our House or at our Home माय फादर इज द कैप्टन ऑफ अवर हाउस और अवर होम अर्थात मेरे पिता हमारे घर के कैप्टन है तो अगर मैं पिता को कैप्टन के रूप में संबोधित करती हूं तो इसका अर्थ है कि पिता वह व्यक्ति है जो परिवार के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं अगर कोई कहता है My mother is the captain of my house माय मदर इज द कैप्टन ऑफ माय हाउस अर्थात मेरी माता हमारे घर की कैप्टन है तो इसका अर्थ है की मां है जो घर की देखभाल कर रही है वे वास्तव में घर नहीं चला रहे हैं या घर की सवारी नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां ली हुई है तो metaphor मेटाफोर रूपक the Domain of extension डोमेन ऑफ एक्सटेंशन जो हमने देखा या विभिन्न डोमेन में वोकैबलरी एक्सटेंड हुई शब्दावली विभिन्न डोमेन के लिए बढ़ा दी गई है और कप्तान शब्द केवल जहाज तक ही सीमित नहीं है एक और कांसेप्ट है Semantic Broadening सीमेंटिक ब्रॉडेनिंग जब हम पुराने अर्थों में ब्रॉडेनिंग कहते हैं तो तब इसका अर्थ होता था बहुत सीमित परंतु अब इसका अर्थ है काफी चौड़ा दूसरा शब्द है Cool कूल अब कोई शब्द केवल टेंपरेचर अर्थात तापमान संबंधित नहीं रह गया है बल्कि इसका अर्थ भी Extend हुआ है या कह सकते हैं कि इसके मायने भी Broaden हुए हैं और इसे pleasant प्लेसेंट सुखद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा है जैसे कि वाक्य प्रयोग में अगर हम कहें The house is Cool द हाउस इस कूल तो होंगे कि घर बहुत ही wonderful वंडरफुल है अर्थात घर अच्छा है सुंदर है दूसरा वाक्य प्रयोग है The course is cool द कोर्स इस कूल तो इसका अर्थ होगा की पाठ्यक्रम अच्छा है दिलचस्प है अगर हम कहें The place is cool द प्लेस इस कूल तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जगह हिल स्टेशन है या वहां का तापमान बहुत कम है आप किसी सूखे रेगिस्तान में जाकर भी कह सकते हैं द प्लेस इस कूल तो इसका अर्थ होगा कि वह जगह सुखद है और वहां बहुत अच्छा लगता है और वहां एक अच्छा अनुभव है तो हम कह सकते हैं कि Cool शब्द के अर्थ को Broaden व्यापक कर दिया गया है जिसमें सभी प्रकार की Positive Information or Positive Meaning पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या पॉजिटिव मीनिंग अर्थात सकारात्मक जानकारियां या सकारात्मक अर्थ जैसे किwonderful वंडरफुल great ग्रेट beautiful ब्यूटीफुल quiet calm जैसे अर्थ Cool शब्द में शामिल हो गए हैं तो हम इसे भी semantic broadening सेमांटिक ब्रॉडेनिंग का हिस्सा मानेंगे हमारे पास एक और कांसेप्ट है Semantic Narrowing सिमेंटेक नारोइंग Narrowing शब्द का पुराना अर्थ Wide वाइड चौड़ा हुआ करता था मगर आज के दौर में इसका अर्थ है सकरा Narrow है इसी तरह Girl शब्द का उदाहरण लेते हैं जिसे पुराने इंग्लिश में किसी भी स्त्री के लिए उपयुक्त किया जाता था चाहे वह 10 साल की हो 5 साल की लड़की हो या कोई बुजुर्ग महिला हो सभी को Girl कह सकते थे परंतु आज के दौर में यह अर्थ थोड़ा Narrow नारो संकुचित हो गया है और Girl केवल छोटी बच्चियों को या जवान लड़कियों को संबोधित करने के लिए ही प्रयोग करते हैं किसी बुजुर्ग महिला को अब Girl नहीं कहा जाता है अर्थात इस उदाहरण में Girl शब्द को narrow down नारो डाउन कर दिया गया है Art आर्ट शब्द के मामले में भी ऐसा ही है पहले आर्ट शब्द साइंस कॉमर्स टेक्नोलॉजी सभी के साथ जुड़ा हुआ था पूर्णविराम लेकिन अभी आर्ट मुख्य रूप से aesthetic sense एसथेटिक सेंस अर्थात सौंदर्य बोध से संबंधित है तो हम कह सकते हैं कि आर्ट शब्द भी Narrow नारो संकीर्ण हो गया है इसी को Semantic Narrowing सेमांटिक नारोइंग कहते हैं इसी तरह कल हमने एक और चर्चा की थी Semantic Drift सेमांटिक ड्रिफ्ट जिसे भी आज हम दोहरा लेते हैं Semantic Drift सेमांटिक ड्रिफ्ट के लिए हम Lady लेडी शब्द का उदाहरण लेते हैं यह शब्द मुख्य दो शब्दों से मिलकर बना है पहला है Half हाफ और दूसरा है Dighe इसका मतलब है Kneading Bread ब्रेड नीडिंग रोटी सेकना तो ब्रेड नीडिंग करने वाली स्त्री को लेडी कहां जाता था या दूसरे शब्दों में जो महिला घर के कामों का ध्यान रखती थी उसे लेडी कहते थे मगर आज के दौर में लेडी शब्द का अर्थ उच्च हो गया है आज लेडी उस महिला को कहा जाता है जो कुलीन समुदाय या अमीर लोगों या विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से संबंधित है आप कह सकते हैं अभिजात वर्ग से संबंधित महिला को लेडी कहा जाता है इस तरह के शब्दों के अर्थों के बदलने पर सेमांटिक ड्रिफ्ट होता है अर्थात कम विशेषाधिकार प्राप्त के अर्थ से विशेषाधिकार के अर्थ में आने से शब्दों में तेज बदलाव आने को ही सेमांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं आजकल की लेडीस को केवल Bread Kneader ब्रेड निडर रोटी सेकने वाली नहीं माना जाता है आज की लेडी समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की महिला को कहते हैं अगर आप इस शब्द के बारे में कहीं और कुछ पढ़ते हैं तो आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं Literature लिटरेचरसाहित्य से आप अधिक जानकारी पा सकते हैं मगर इस शब्द पर आज हम अंतिम बार चर्चा कर रहे हैं अगला कांसेप्ट है Reversals रिवर्सल का जिसमें एक ही अर्थ के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि Square deal स्क्वायर डील जिसे 1930 और 1940 के दशक में प्रयोग किया जाता था लेकिन अब 1950 में उसी तरह की जानकारी के लिए Square One स्क्वेयर वन शब्द का प्रयोग होने लगा था तो स्क्वायर डील से स्क्वेयर वन के चेंज मैं अर्थ उलट पुलट हो गया है इसलिए इसे रिवर्सल कहते हैं तो Neologism नियॉलजिस्म के बारे में यही कहना चाहती हूं शब्दों के अर्थ बदलने के दो तरीके हैं दो डाइमेंशंस या दो डोमेन है जिनसे नियॉलजिस्म काम करता है एक तरफ नियॉलजिस्म में नए शब्द बनते हैं और शब्दकोश में जोड़े जाते हैं तो दूसरी तरफ नियॉलजिस्म में मौजूदा शब्दों के अर्थ भी बदले जाते हैं इन्हीं जानकारियों के साथ हम Derivational Morphology डेरिवेशनल मोरफ़ोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं बताइए WOrd formation Rules वर्ड फॉरमेशन रूल्स क्या है इस विषय पर भी कल हमने चर्चा की थी लेकिन आज इस पर थोड़ा और विस्तार में करना चाहूंगी और कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे और मैं चाहती थी कि आप उनके बारे में सोचें क्योंकि आप उन्हें असाइनमेंट के रूप में पा सकते हैं विपिन ने तरीके उपलब्ध है जिनके द्वारा आप कंपाउंड या नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं चलिए शुरुआती क्लासेस की कुछ जानकारियों को याद करने में मैं आपकी मदद करती हूं जब मैं Morphology मोरफ़ोलॉजी के बारे में बात कर रही थी तब मैंने चर्चा की थी तीन विभिन्न प्रकार के वर्ड्स होते हैं तीन विभिन्न कैटेगरी के वर्ड्स Simple Words सिंपल वर्ड्स Compound Words कंपाउंड वर्ड्स और Complex Words कांप्लेक्स वर्ड्स तो क्या आप याद करके बता सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं उनमें कितने Morphemes मॉर्फीम्स होते हैं एक सिंपल वर्ड में केवल एक ही मॉर्फीम होता है और वह किस प्रकार का होता है उसे Free Morpheme फ्री मॉर्फीम कहते हैं यह फ्री मॉर्फीम कहलाता है क्योंकि यह Dependent Morpheme डिपेंडेंट मॉर्फीम या Bound Morpheme बाउंड मॉर्फीम पर निर्भर नही होता है क्योंकि अगर केवल एक मॉर्फीम है और वह बाउंड मॉर्फीम है तो उसे एक और मॉर्फीम की जरूरत पड़ेगी और अगर हमारे पास एक और मॉर्फीम नहीं है तो क्या यह संभव है कम से कम इंग्लिश मैं यह संभव नहीं है और ना ही सैद्धांतिक रूप से भी आप किसी चीज को कैसे बाउंड कह सकते हैं इसका मतलब है कि इसे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इसे bind बाइंड कर पाए और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास एक फ्री मॉर्फीम होना आवश्यक है यही कारण है की एक सिंपल वर्ड में केवल एक फ्री मॉर्फीम होता है फिर दूसरी श्रेणी है Complex Words कांप्लेक्स वर्ड्स की कांप्लेक्स वर्ड्स में कई मॉर्फीम्स होंगे उनमें एक फ्री मॉर्फीम होगा जोकि Root Word रूट वर्ड मूल शब्दहोगा जो उसका सेंटर होगा यह फ्री मॉर्फीम Head Word हैडवर्ड की तरह माना जाएगा या रूट वर्ड की तरह माना जाएगा इसमें multiple affixes मल्टीपल ऑफिक्सिसेस कई प्रत्यय हो सकते हैं जिसमें या तो एक prefix प्रीफिक्स उपसर्ग या एक suffix सफिक्स प्रत्यय शामिल होगा या स्थिति के आधार पर दोनों हो सकते हैं तो इस तरह का शब्द Complex Word कॉन्प्लेक्स वर्ड कहलाता है और तीसरी श्रेणी है Compound Words कंपाउंड वर्ड्स की जब हम कंपाउंड वर्ड्स की चर्चा करते हैं तो हम मुख्य रूप से दो फ्री मॉर्फीम्स को एक साथ रखते हैं यह दो फ्री मॉर्फीम्स काcombination कंबीनेशन होता है जो complete meaning कंप्लीट मीनिंग संपूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे मॉर्फीम्स निर्धारित नहीं होते हैं उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है इस स्थिति में अगर हमारे पास दो अलग अलग फ्री मॉर्फीम्स है तो हम उन्हें जोड़कर कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं अब मैं विभिन्न प्रकार के Parts of Speech पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद की चर्चा करूंगी जिसके परिणामस्वरूप हम Compound words कंपाउंड वर्ड्स बना पाएंगे पहला उदाहरण है Noun Plus Noun संज्ञा प्लस संज्ञा यह एक Possible combination संभावित कॉन्बिनेशन है तो इस बारे में सोचिए इसमें दो शब्द है और दोनों संज्ञा है इसका उदाहरण Landlord लैंडलॉर्ड शब्द लेंगे तो यहां लैंड भी एक नाम है और लोड भी एक नाउन है इसका कॉन्बिनेशन एक कंपाउंड वर्ड लैंडलॉर्ड के रूप में प्राप्त होता है ऐसा ही adjective and noun एडजेक्टिव तथा नाउन विशेषण और संज्ञा के मामले में भी है उदाहरण के लिए शब्द लेते हैं High Chair हाई चेयर यहां विशेषण क्या है विशेषण है High हाय और संज्ञा है chair चेयर इसी तरह तीसरा कंबीनेशन है Preposition Plus Noun प्रपोज़िशन प्लस नाउन उदाहरण के लिए शब्द है Overdose ओवरडोज और यहां ओवर प्रपोजिशन है और डोज नाउन है अब हमारे पास Verb Plus Noun वर्ब प्लस नाउन है उदाहरण का शब्द है Go kart गो कार्ट गो कार्टिंग एक मजेदार गेम है जिसे बच्चे और कभी कभी युवा और वयस्क भी खेलते हैं गो कार्टिंग में Go Verb क्रिया है और kart है संज्ञा अर्थात नाउन यह कंपाउंड वर्ड्स बनाने का चौथा तरीका है इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं Adjective plus adjective एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव Red भी एक विशेषण है और hot भी एक विशेषण है दोनों शब्द जगते हैं और कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं इसी तरह कुछ शब्द Noun plus Adjective नाउन प्लस एडजेक्टिव संज्ञा प्लस विशेषण होते हैं उदाहरण SkyBlue स्काई ब्लू यहां Sky है नाउन और Blue है एडजेक्टिव पिछले उदाहरण में हमारे पास adjective plus noun था जिसका उदाहरण HighChair था और इस उदाहरण Noun Plus Adjective है जैसे कि SkyBlue मोरफ़ोलॉजी में दोनों कांबिनेशन संभव है इसी तरह Preposition plus Verb प्रपोजिशन प्लस वर्ब केवी कांबिनेशंस बनते हैं उदाहरण Oversee ओवरसी यहां Over है प्रपोजिशन और See है वर्ब तो इस तरह के पॉसिबल कांबिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम 2 सवालों के जवाब बनेंगे इससे पहले कि हम इन प्रश्नों के साथ आगे बढ़े आइए हम पहचाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास इन सभी कांबिनेशंस उदाहरण के रूप में लिए गए प्रत्येक शब्द में में एक Head Word हेडवर्ड है या नहीं क्या आपको लगता है कि पिछले सभी कंपाउंड वर्ड्स में एक एडवर्ड होगा इसी तरह क्या आपको लगता है कि प्रत्येक कॉन्प्लेक्स वर्ड में भी कोई हेडवर्ड था यहां मैं बता दूं कि कंपलेक्स वर्ड्स में एडवर्ड्स की पहचान करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने दिया था वह है Teacher टीचर जब आप Teacher टीचर शब्द बोलते हैं तो इसमें कितने मॉर्फीम्स होते हैं दो मॉर्फीम्स होते हैं पहला है Teach और दूसरा है er और यहां पर हेडवर्ड और रूट वर्ड क्या है जाहिर है Teach क्योंकि er बाउंड मॉर्फीम्स है इसलिए यह हेड वर्ड नहीं हो सकता है मगर कंपाउंड या कंपाउंडिंग वर्ड्स में थोड़ा मुश्किल होता है हेडवर्ड्स को ढूंढना लेकिन आइए अब हम और साथ विभिन्न कांबिनेशंस को देखते हैं जो हमारे पास उदाहरण के रूप में मौजूद है क्या उनमें से प्रत्येक में हेड वर्ड है तो चलिए Landlord लैंडलॉर्ड शब्द से शुरू करते हैं आपको क्या लगता है यहां कौन सा है हेडवर्ड है मुझे लगता है हालांकि मैं कोई English Speaker इंग्लिश स्पीकर नहीं हूं लेकिन यह कह सकती हूं कि Landlord शब्द में Lord हेडवर्ड है क्योंकि किसका लॉर्ड Lord of the Land लॉर्ड ऑफ द लैंड इसलिए लॉर्ड ही हेडवर्ड है इसी तरह HighChair मैं चेयर हेडवर्ड है और high एक ऐसा शब्द है जो chair की व्याख्या कर रहा है और इसे हेडवर्ड बना रहा है इसी तरह Overdose शब्द Go karting के उदाहरण में थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता है की kart हेडवर्ड है यह एक छोटा मजेदार खेल होता है जिसमें छोटे छोटे karts होते हैं शायद तो मेरे विचार से या मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से kart हेडवर्ड है हालांकि Redhot मैं मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा हेडवर्ड है मेरे लिए Red और Hot दोनों ही समान शब्द है और दोनों का समान महत्व है अगला शब्द है Skyblue यहां एक रंग है जब आप Sky आकाश को Blue नीला कहते हैं तो क्या आपको लगता है की ब्लू रंग को स्काई जाने आकाश से ज्यादा महत्व मिल गया है मेरा सुझाव है कि ब्लू को महत्व मिल रहा है शायद इसी तरह oversee शब्द के उदाहरण में जिस तरह हमने ओवरडोज शब्द के साथ किया वैसा ही सोचते हैं तो See हेडवर्ड है Over प्रपोजिशन है जो See के साथ जुड़ी है इसी तरह हम हेडवर्ड derive प्राप्त कर सकते हैं हालांकि मेरा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि सभी कंपाउंड वर्ड्स में हेडवर्ड होने चाहिए या बिना हेडवर्ड के भी Headless हेडलेस कंपाउंड वर्ड्स होते हैं आपको क्या लगता है इस बारे में अपने विचार बताएं अगर आप कुछ ऐसे Headless हेडलेस कंपाउंड वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में या आपकी प्रथम भाषा में जानते हैं तो ऐसे उदाहरण सोचे और बताएं अगर ऐसे शब्द आपकी Native Language प्रथम भाषा में है तो आपको मुझे ट्रांसक्रिप्शन देना होगा क्योंकि मैं आपकी भाषा का Native speaker नेटीव स्पीकर मूल वक्तानहीं हो सकता हूं और फिलहाल हम इंग्लिश लैंग्वेज के शब्दों का ही विचार कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स जो हेडलेस है उन्हें ढूंढ सकते हैं और मैंने जिन कंपाउंड वर्ड्स के उदाहरण दिए वे सभी दो morphemes वाले हैं तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं क्या आपको लगता है कि सभी कंपाउंड वर्ड्स में हमेशा दो मॉर्फीम्स होते हैं अथवा क्या ऐसे भी उदाहरण है जिनमें दो से ज्यादा मॉर्फीम्स होते हैं इस बारे में आपके क्या विचार है इन दो प्रश्नों पर गौर करें अगली बार आप कुछ असाइनमेंट करेंगे या मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी अब हम उन प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे जहां हम देखेंगे कि क्या यह affixes अफिक्सेस suffixes सफिक्सेस प्रत्यय है या prefixes प्रिफिक्सेस उपसर्गहै इन affixes अफिक्सेस का स्वरूप क्या है क्या वे कुछ derive डिराइव प्राप्त करते हैं या वे केवल किसी चीज को inflect इन्फ्लेक्ट प्रभावित करते हैं तो जब हम affixes अफिक्सेस की चर्चा करते हैं तो आपको दो बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है या तो वे कुछ derive डिराइव प्राप्त करते हैं या फिर वे किसी चीज को inflect इन्फ्लेक्ट प्रभावित करते हैं जब वे कोई नया शब्द derive करते हैं तो इस प्रोसेस को derivation डेरिवेशन कहते हैं और इन affixes अफिक्सेस को derivational morphemes डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहते हैं तो derive डिराइव शब्द से हमें derivation डेरिवेशन शब्द मिलता है और inflect इंफ्लेक्ट शब्द से inflection इनफ्लेक्शन शब्द मिलता है यह affixes अफिक्सेस जो मुख्य रूप से prefixes प्रीफिक्सेस है या suffixes सफिक्सेस है वे जो भी है वे प्राथमिक तौर पर morphemes मॉर्फीम्स ही कहलाएंगे इन morphemes मॉर्फीम्स के दो मुख्य functions फंक्शन कार्य है जब वे कुछ डिराइव करते हैं तो हम उन्हें डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहते हैं और अगर वे inflectors इंफ्लेक्टर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो हम उन्हें inflectional morphemes इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह या तो डेरिवेशनल कैटेगरी के होते हैं या इनफ्लेक्शनल कैटेगरी के होते हैं